आइए मैं आपको लोड लाइन की अवधारणा से परिचित कराता हूं PV सेल की I V विशेषता पर लोड लाइन एक बाहरी लोड से जुड़े हुए PV सेल पर विचार करें मान लीजिए बाहरी लोड R0 है और इसे आप वेरिएबल चर के रूप में रखते हैं आइए देखें कि क्या होता है यदि R0 0 से ∞ अनंत तक बदलतावेरिएंट है 0 मतलब टर्मिनल R0 शॉर्ट सर्किट है तथा ∞ अनंत मतलब टर्मिनल ओपन सर्किट है अब हम I V विशेषता को प्लॉट करते हैं x अक्ष पर टर्मिनल वोल्टेज VT है y अक्ष पर बाहरी लोड के माध्यम से प्रवाहित होने वाला करंट है तो यह हमारा x और y अक्ष होगा और इस अक्ष पर हम एक मनमाना I V कर्व बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कर्व है अब मैं एक रेखा खींचता हूं एक ऐसी सीधी रेखा यह रेखा क्या दर्शाती है इस रेखा के स्लोपढलान पर विचार करें इसका वर्टिकल ऊर्ध्वाधर इंटरसेप्टअवरोधन Δi होगा और हॉरिजॉन्टलक्षैतिज प्रक्षेपण ΔV है और स्लोपढलान Δi ΔV है तो Δi ΔV 1 R0 तो यह बाहरी आउटपुट प्रतिबाधा है जो इन दो टर्मिनलों के बीच देखी जा सकती है तो इस लाइन या कोई लाइन जिसे आप इस तरह मूल बिंदु से सीधी खींचते हैं जो कि I V कर्व को काटती है वह 1R0 को प्रदर्शित करती है और 1R0 या उस लाइन को लोड लाइन कहते हैं लोड लाइन द्वारा I V कर्व को इंटरसेक्शनप्रतिच्छेदन करने वाला बिंदु यह है और इंटरसेक्शनप्रतिच्छेदन के इस बिंदु को ऑपरेटिंग बिंदु कहा जाता है इसलिए यदि आप एक मनमाना लोड लाइन बनाते हैं तो I V कर्व के साथ इंटरसेक्शनप्रतिच्छेदन बिंदु उस लोड R0 के लिए ऑपरेटिंग बिंदु होगा तो इस लोड जोकि 1 R0 द्वारा प्रदर्शित किया गया है के लिए I V कर्व में ऑपरेटिंग बिंदु यह है सिस्टम में इस सर्किट में अगर R0 बदलता है तो इस लोड लाइन का स्लोप बदलेगा और अगर R0 को बहुत अधिक बनाया जाता है जो कि वास्तव में ओपन सर्किट होता है तो लोड लाइन का क्या होगा लोड लाइन इस तरह से आगे बढ़ेगी कि यह एक्स अक्ष के साथ खुद को अलाइनसंरेखित करने की कोशिश करेगी यह ऐसा इसलिए है क्योंकि R0 ओपन सर्किट है अनंत मान 1∞ शुन्य होता है जिसका अर्थ है कि स्लोपढलान 0 है तो Δi 0 है इसलिए आप देखेंगे कि इस लोड लाइन और I V कर्व के प्रतिछेदन में ऑपरेटिंग बिंदु यहाँ है और यह VOC है VOC बिंदु R0 ∞ है अब अगर हम R0 को ऐसे बदलते हैं कि PV सेल के टर्मिनलों पर शॉर्ट सर्किट होता है जिससे R0 0 होगा तो लोड लाइन का क्या होता है लोड लाइन इस तरह से आगे बढ़ेगी और यह ऊर्ध्वाधर बनने की कोशिश करेगी और इस तरह से y अक्ष के साथ खुद को संरेखित करेगी क्योंकि अब R0 0 1 R0 अनंत है ढलान एक अनंत मूल्य है और इसलिए यह y अक्ष में खुद को संरेखित कर रहा है अब यह शॉर्ट सर्किट ऑपरेटिंग बिंदु है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटिंग बिंदु R0 0 पर इन दो ऑपरेटिंग बिंदुओं के बीच अलग अलग R0 मानों के लिए अन्य ऑपरेटिंग बिंदु प्राप्त होते है और यह 1R0 मान के अनुसार इस ढलान को ले जाएगा तो यह लोड लाइन और यह लोड लाइन की अवधारणा आपको पीवी सोर्स से जुड़े सर्किट के संचालन में एक महान लाभ प्राप्त करने में मदद करेगीआप देखेंगे कि हम अपनी कई चर्चाओं में लोड लाइन अवधारणा का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे थे और भविष्य में आने वाले सर्किट समझने में